आइए हम उसी या इसी तरह के विषयों पर अपनी चर्चा जारी रखें अब यहां हम यह देखने जा रहे हैं कि हम प्रभावी रूप से डिजाइन तत्वों या तत्वों के दृश्य प्रतिनिधित्व का उपयोग कैसे कर सकते हैं आइए हम एक उदाहरण के रूप में लाइन लेते हैं हम एक रेखा खींचने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सिंगल लाइनों द्वारा बता सकते हैं लाइन में बदलाव करके हम इसे देख सकते हैं इसलिए एक रेखा चित्र में यह महत्वपूर्ण है कि हम एक लाइन पर दबाव का अभ्यास करते हैं तो एक रेखा यह पतली हो सकती है बिंदु की अलग मोटाई के आधार पर एक रेखा भी मोटी हो सकती है तो यह एक पतली रेखा है ऐसी रेखाएं हो सकती हैं जो बहुत अधिक मोटी होती हैं एक पेंट ब्रश के साथ हमें एक ही पंक्ति में मॉड्यूलेशन बनाने की स्वतंत्रता है क्योंकि यह एक नरम सतह है और हम या तो इसकी नोक से सतह को छू सकते हैं या हम इसकी पूरी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं जो इसमें बहुत सारी स्याही रखता है तो यह एक कारण है शायद कलाकारों को वे किसी भी अन्य वस्तुओं पर पेंट ब्रश पसंद करते हैं लेकिन निश्चित रूप से कलम पेंसिल और अन्य चीजें भी माध्यम के रूप में महत्वहीन नहीं हैं तो हम देखते हैं कि हम अपनी रेखा को कैसे सुधार सकते हैं और तत्व को सही कर सकते हैं अब उदाहरण के लिए यदि हम प्रकाश और छाया को एक पंक्ति में दिखाना चाहते हैं उदाहरण के लिए यह एक पत्ती है और हम नहीं चाहते कि यह पत्ती जैविक आरेख की तरह दिखे अब ऐसा कहकर मैं एक जैविक आरेख को कम नहीं आंक रहा हूं लेकिन इसका एक अलग उद्देश्य है अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए यदि आप सुंदरता को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो एक स्पष्ट दिन की रोशनी में एक पत्ते की रोशनी और छाया या बारिश के बाद इसके गठन के साथ कुछ भी नहीं मिला है लेकिन आपको भावना को पकड़ने की आवश्यकता है इसका उसी समय यदि आप जैविक आरेख में उन सभी प्रकाश और छाया को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो यह उद्देश्य पूरा करेगा तो हम सतह के साथ चलते हैं और विशेष उद्देश्य के साथ चलते हैं इसलिए हम जो सतह बना रहे हैं वह एक रेखा है यह एक पत्ती की रेखा रेखा है और हम यह दिखाना चाहते हैं कि इस पत्ती पर प्रकाश कैसे पड़ रहा है इसलिए यदि हम रेखा को इतना सपाट बनाते हैं तो यह विचार को व्यक्त नहीं करेगा और उस स्थिति में आपको कुछ हिस्सों को पतला बनाने की आवश्यकता है एक ही रेखा को केवल मिटाया जा सकता है बस यह दिखाने के लिए कि उस हिस्से में अधिक चिंतनशील तत्व हैं और आप यह दिखाने के लिए कि कुछ सतह बहुत ही गहरी है सतह पर गिरने वाली रोशनी नहीं है इसलिए यह प्रतिपादन बनाने का एक तरीका है कि हमारे पास कुछ क्षेत्र काला हैं कुछ क्षेत्र इतने काला नहीं हैं इसलिए एक तरह से हम लाइन में भिन्नता प्रदान करते हैं और बनाते हैं इसलिए हम दबाव को बदलकर एक ही रेखा के साथ चलते हैं हम इसे मोटा या पतला बना सकते हैं एक ब्रश हमें वह संभावना प्रदान करता है तो चलिए लाइन ड्रॉइंग के विभिन्न फॉर्मूले के बारे में जानते हैं कि कैसे लाइन में भिन्नता है उदाहरण के लिए यदि हम एक बर्तन का एक किनारा खींचते हैं तो यह वास्तव में हमें सतह की गुणवत्ता के बारे में कोई संकेत नहीं देता है यह हमें कुछ सुराग देना चाहिए चाहे वह मिट्टी या धातु से बना हो शायद एक बहुत बहुत चमकदार धातु या एक चमकदार धातु या कुछ और अधिक लकड़ी हो जिसमें बहुत अधिक चमक न हो तो कैसे समझें एक चमकदार सतह में एक पंक्ति नहीं हो सकती है तो अगर यह मिट्टी से बना एक बर्तन है तो कुछ हिस्से को अन्य भागों की तुलना में मोटा होना पड़ता है तो इस भाग को मोटा बनाकर यह हमें एक प्रतिपादन की भावना देगा इसलिए हमें कुछ भागों को मोटा बनाना चाहिए और दूसरा भाग हल्का दिखेगा तो आइए हम कल्पना करें यह प्रकाश का हमारा स्रोत है इसलिए जब प्रकाश इस सतह पर गिर रहा होता है तो यह भाग जिसमें एक पतली रेखा होती है वह हल्का दिखाई देगा और मोटी रेखाएं अधिक गहरी होंगी और हमारे पास प्रकृति का यह अद्भुत नियम है जो हमें सही परिणाम देता है उदाहरण के लिए यदि यह एक बर्तन और फिर से यह प्रकाश का स्रोत है तो यह हिस्सा लाइटर होगा इसी तरह हमारे पास भाग के अंदर का हिस्सा होगा और हम यह भी जानते हैं कि हमें उस हिस्से को संभालने की आवश्यकता है तो प्रकाश फिर से उस हिस्से को हिट करेगा जो अंदर है ऊपरी भाग गहरा होगा परिणामस्वरूप इस भाग को फिर से जहां प्रकाश कम है यह अंधेरा होगा यहाँ दूसरा भाग भी गहरा हो सकता है यहाँ की सतह वास्तव में ज्यादा प्रकाश नहीं पकड़ सकती है और इससे हमें एक दिशा मिलेगी और इसी तरह प्रकृति का पालन करके प्रकाश और अंधेरे मूल्य बनाने से हम एक उचित प्रतिपादन प्राप्त कर सकते हैं और यह पसंद नहीं करेगा अगर यह एक बर्तन है तो यह सपाट नहीं लगेगा लेकिन यह वॉल्यूम के साथ आएगा क्योंकि वह स्ट्रोक जो हम इसे हल्का या गहरा बनाने के लिए लगा रहे हैं अब यह एक स्वाभाविक अध्ययन है और हमें कभी कभी कलाकारों के दिमाग को भी पढ़ना चाहिए जिन्होंने इस चीज को बनाया है जब हम कुछ चीज़ की रचना करते हैं तो हम एक फ्रेम लेते हैं और सही वस्तु को उस सही जगह पर रखते हैं जो हम अभी तक नहीं कर रहे हैं तो हम वापस चलते हैं उसी लाइन में कुछ चीजों को आज़माते हैं मैं 'डांस ऑफ लाइफ 'की कलाकृति से एक संदर्भ ले रहा हूं जो कि एडवर्ड मंच द्वारा कलाकृति का शीर्षक है अब वह कलाकृति जो मेरे दिमाग में है आप उस कलाकृति को संदर्भ के लिए भी देख सकते हैं और मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूं कि कलाकृति कैसी थी और कैसी थी कलाकार के दिमाग के पीछे क्या खेल था अब रचना आपने देखी है या नहीं यह कुछ अखंडता के साथ दो समान हिस्सों में विभाजित है तो हम पूरे पृष्ठ को दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित करते हैं और यह केंद्रीय भाग है अब यदि हम मुख्य पात्रों को रखते हैं तो वे नाच रहे हैं जैसे वे हैं एक पुरुष आकृति है और एक महिला आकृति है जो केंद्रीय पात्र हैं और वे वहां एक नृत्य शैली में हैं और यह पूरी रचना को समरूपता का एहसास देता है तो आइए हम संदर्भ बिंदु के रूप में काम करने वाली केंद्रीय रेखा को हटा दें और आंकड़े देखें जो कि केंद्र के दाईं ओर है अब जब हम किसी रचना को देखते हैं जो इतनी केंद्रीकृत होती है तो यह बहुत सी अन्य चीजों की भी मांग कर सकती है जो इसे घेरने वाली हैं तो इस तरह से हम एक जगह बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ ये दोनों पात्र खड़े होते हैं अब इस तस्वीर में मुंच ने दो आकृति तय किए हैं एक काले रंग में तो यह एक ऐसा चरित्र है जो कुछ विचारों का प्रतीक हो सकता है जो अंधेरे से संबंधित है क्योंकि यहां खड़ा किरदार डांसिंग फ्लोर में एक डार्क गाउन पहने हुए है वह निष्क्रिय है वह डांस नहीं कर रही है और फ्लोर पर मौजूद बाकी लोग डांस करेंगे और मैं अपनी ड्राइंग के माध्यम से उसे प्रदर्शित करूंगा इसलिए हम एक ऐसे चरित्र को देखते हैं जो समरूपता को तोड़ने के लिए यहां खड़ा है फिर से समरूपता बनाने या बनाए रखने के लिए एक और आकृति है इसलिए टूटने और बनाने के द्वारा हम चित्र में संतुलन की भावना बनाए रख रहे हैं तो यह आकृति है जो एक समान स्थान पर यहां खड़ा है और हम यहां धारणा बनाने के लिए हैं क्योंकि कलाकार वह नहीं था वह कभी नहीं लिखेगा उसके दिमाग में क्या था क्योंकि यही रहस्य है अगर वह चाहता था कि सब कुछ सामने आ जाए तो उसने एक गद्य या एक जैसा या एक ही बात का वर्णन लिखा होगा इसलिए उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का यह माध्यम चुना और वह इससे अधिक बोलने वाले नहीं हैं तो इस चरित्र में यहाँ एक है जो अन्यथा काला है एक काले रंग का गाउन पहने हुए जो लगभग पिच डार्क है एक मजबूत मजबूत सिल्हूट का इलाज करता है और दूसरा आकृति उसके गाउन पर कुछ बनावट के साथ सफेद है कुछ सकारात्मकता को चित्रित करने के लिए कलाकार ने फूलों की छवियां भी बनाई हैं जो यहां चरित्र की ओर झुक रहा है जो संभवतः अन्य आकृति की तुलना में कुछ अधिक सकारात्मक का प्रतीक है अब सही विचार प्राप्त करने के लिए पूरी तस्वीर को कई अलग अलग योजना में विभाजित किया गया है अब नृत्य जिस प्रसंग को हम विषयगत संदर्भ से जानते हैं मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि यहां हमारा ध्यान दृश्य व्यवस्था को देखने पर है लेकिन नॉर्वे में यह कहीं हो रहा है और यह आकाश है स्काई हमें एक पृष्ठभूमि की भावना दे रहा है इसमें एक मध्यम जमीन भी है एक और जमीन है और अंत में डांसिंग फ्लोर एक अग्रभूमि के रूप में काम कर रहा है अब जब हम इस चरित्र का निर्माण करते हैं तो हम यह भी देखते हैं कि अन्य आकृति भी हैं एक यहाँ कहीं खड़ा है अन्य दो पात्र तल्लीन हैं और अपने नृत्य का पूरा आनंद ले रहे हैं अन्य दो चरित्र बहुत दिलचस्प रूप से बने हैं बहुत सारे भावों के साथ एक पुरुष आकृति और एक महिला आकृति नृत्य करती है और इन सभी आकृति का दो रंगों के साथ प्रभुत्व है यह या तो सफेद या काला है अब यह पूरी रचना है और इसमें एक बहुत ही रोचक तत्व है जो संभवतः सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो पानी पर चंद्रमा और चंद्रमा की किरण है अब कलाकार के दिमाग में क्या चल रहा है जब उसने यह रचना बनाई है उन्होंने मूल रूप से इन सभी विभिन्न सतह में पूरी रचना को विभाजित किया और उसका फोकस क्षेत्र अगर हम कुछ अलग रंग के साथ कुछ निशान बनाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि सभी चीजें एक क्रम में जा रही हैं यह हर तरफ से हो रहा है और पेंटिंग के किनारे पर इस जगह सतह को छोड़कर उन्होंने बीच में कहीं आने वाले फोकस को बनाया है सभी रेखाएं किसी न किसी बिंदु में परिवर्तित हो रही हैं या शायद एक बिंदु से निकल रही हैं जो केंद्र में एक लुप्त बिंदु की तरह है और जो मुख्य पुरुष चरित्र और महिला चरित्र के चेहरे के बीच एक क्षेत्र की ओर हमारा सारा ध्यान आकर्षित कर रही है महिला किरदार ने भी एक गाउन पहना है जो कि लाल रंग का है जो काले और सफेद को संतुलित करने के लिए काफी मजबूत और मजबूत है तो यह है कि हम कैसे व्यवस्था करते हैं हम रचना करते हैं और हमें दर्शक के दिमाग को पढ़ने के अभ्यास में भी शामिल होना चाहिए साथ ही कलाकार के दिमाग में क्या है जब वह एक दर्शक के दिमाग को पढ़ने की प्रक्रिया में है